कैपेसिटेंस बदलेगा तो इस पॉइंट पर हम मानते हैं कि हमारे पास एक रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है जिसको इसके द्वारा दर्शाया जाता है तो यह होगा Zin ZoZinZo तो अभी यहां Zin कुछ भी नहीं है बल्कि कैपेसिटिव एमपीडांस के द्वारा दिया जाता है जो कि और कुछ नहीं है बल्कि Zin jX jωC है तो अगर आप यहां से रिफ्लेक्टेड बेव को देखते हैं तो सामान्य रूप से यह एक फेस डिले का अनुभव करेगा जिसको एक्सप्रेशन 2tan 1XZ0 के द्वारा दिया जाता है इसे अगली स्लाइड में और विस्तार से देखेंगे यहां रिफ्लेक्शन टाइप फेज शिफ्टर को सर्कुलेटर के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो शीघ्रता से देखते हैं कि सर्कुलेटर क्या है

यहां एक फेज डिफरेंस होगा तो डिफरेंशियल फेज शिफ्ट ∆φ β के द्वारा दिया जाता है इसकी कुल लंबाई l2 है यह लंबाई l1है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृपया एक सावधानी रखें और वह है इस l2 लंबाई को 1800 के बराबर नहीं लेते हैं जोकि λ2 के बराबर है क्योंकि इस λ2 लंबाई के लिए यह एक रिजोनेटर की तरह कार्य करेगा जिससे परफॉर्मेंस खराब होगा तो इसे अलग करें और इसके अलावा यह कॉन्फ़िगरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करता है आसानी से लाइन लंबाई को बदलकर आप किसी भी वैल्यू के फेज शिफ्ट को प्राप्त कर सकते हैं तो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन का सिमुलेशन ADS सॉफ्टवेयर के द्वारा किया यह वास्तव में एक परिपक्व वायसिंग सर्किट को भी दर्शाता है आप यहां देख सकते हैं कि यह DC वोल्टेज है वहां एक रजिस्टर है यह कैपेसिटेंस मूल रूप से रिपल को रोकने के लिए है वहां एक इंडक्टर है जोकि DC फ्रीक्वेंसी पर शार्ट सर्किट की तरह कार्य करता है लेकिन यह AC फ्रिकवेंसी पर ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है इसके बाद DC वोल्टेज यहां से जाता है डायोड के द्वारा इस तरह से जाता है और यह DC सोर्स के लिए पाथ प्रदान करता है और यह इंडक्टर फिर से AC फ्रिकवेंसी पर एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है तो यही चीज दूसरी तरफ के लिए भी दोहराई जाती है तो आप यहां देख सकते हैं कि यह एक सोर्स है और यहां एक सोर्स है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर यह 5V है तो यह 0 V होना चाहिए जब यह 5V है यह 0V होना चाहिए तो देखते हैं इस सिमुलेशन का रिजल्ट क्या है यहां मैंने आपको फेज शिफ्ट के लिए सिमुलेशन रिजल्ट बताया हमने यह फेज शिफ्टर 2 GHz फ्रीक्वेंसी पर 900 फेज शिफ्ट के लिए डिज़ाइन किया तो दोनों स्थिति में यह S21 फेज रिस्पांस प्लॉट है यह वैल्यू है तो 19 से 21 पर हमें डिफरेंशियल फेज शिफ्ट 850 900 और 950 मिलता है आप देख सकते हैं कि लगभग 2 GHz पर फेज शिफ्ट लगभग 900 प्राप्त होता है बेशक यहां एक नुकसान है आप देख सकते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी बदलते हैं फेज शिफ्ट भी बदल जाता है तो इसका कारण क्या है याद करो मैंने बताया था कि थीटा βl के बराबर है अब l फिक्स्ड है क्योंकि लंबाई फिक्स है लेकिन β बदल रहा है β क्या है β 2πλ तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बदलती है λ बदलता है और इसलिए फेस शिफ्ट बदलता है तो हम मांपे गए रिजल्ट को देखते हैं तो हमने एक 900 स्विच लाइन फेज शिफ्टर को फैब्रिकेट किया तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि यह इनपुट है यह यहां आउटपुट है आप देख सकते हैं कि यह l1 लाइन लेंथ है यह l2 लाइन लेंथ है और यह इस सर्किट के लिए वायसिंग सर्किट दिया गया है तो हमें केवल फेज शिफ्ट को नहीं जांचना होता है बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव पावर और इनसरसन लॉस क्या है आप S11 के लिए रिस्पांस देख सकते हैं यह रिस्पांस 17 से 23 GHz तक है तो आप देख सकते हैं कि यह एक 20 dB लाइन है आप देखते हैं कि यहां अधिकांश रेंज में यह 18dB से कम है हम इनसरसन लॉस को देखते हैं 17 से 23 GHz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में इनसरसन लॉस 25 dB से कम है अब देखते हैं स्टेट 1 और स्टेट 2 में फेज डिफरेंस क्या है तो यह दो अलग अलग स्टेट स्टेट 1 और स्टेट 2 के लिए प्लॉट है देखो यह फ्रीक्वेंसी वैल्यू है यह स्टेट 1 में फेज वैल्यू हैयह स्टेट 2 में फेज वैल्यू है इन के अंतर को देखो तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2 GHz पर फेज डिफरेंस 900 के बराबर आता है यहां एक छोटी सी त्रुटि है लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट सिम्युलेटेड रिजल्ट के सामान ही है अब एक दूसरे तरह का फेज शिफ्टर देखते हैं यह लोडड लाइन फेज शिफ्टर के नाम से जाना जाता है यहां हमारे पास क्या है यह इनपुट पोर्ट है यह आउटपुट पोर्ट है यहां हमारे पास एक SP2T स्विच है एक और दूसरा SP2T स्विच और इसके बीच में हमारे पास एकλ4 की लाइन लेंथ है तो मैं बताता हूं कि यहां इस लाइन लेंथ का उद्देश्य क्या है तो वास्तव में अगर कहै की क्या किया है जो स्विच अवस्था को इस स्थिति से इस स्थिति में बदलते हैं यहां यह एक इंडक्टेंस है तो इसका एडमिटेंस jB होगा यह कैपेसिटेंस है इसका एडमिटेंस jB है तो यह दोनों आप कह सकते हैं कि इनका एंप्लीट्यूड वास्तव में एक समान है तो स्विच यहां से यहां बदला जाता है तब ट्रांसमिट बाले हिस्से पर क्या होता है आप देखोगे कि वहां एक फेज परिवर्तन होगा क्योंकि हम jB को jB से बदल रहे हैं तो हमें इन सब की जरूरत क्यों है इसका कारण है कि अगर हम इन सब को नहीं रखते हैं तब भी यह फेज शिफ्ट का अनुभव करेगा क्योंकि हम स्विचको एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्विच कराते हैं लेकिन वहां बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिड वेव होगी इसका कारण यह है कि यह एमपीडांस पोर्ट 2 एमपीडांस के साथ समांतर में आएगा लेकिन यह सेक्शन लगाने से वास्तव में हम रिफ्लेक्टिड सिग्नल को समाप्त करते हैं तो देखते हैं इसे कैसे प्राप्त करते हैं जिससे यहां जो भी सिग्नलहो वापस रिफ्लेक्ट होता है अब सिग्नल जा रहा है और फिर से वही यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगा लेकिन यहां से यहां जाने के दौरान यह एक दूरी λ4λ4 λ2 तय करेगा और यह 1800 फेज शिफ्ट प्रदान करेगा तो यहां से जो भी रिफ्लेक्ट होता है यह रिफ्लेक्ट वेब एक 1800 फेज शिफ्ट देगी इसलिए रिफ्लेक्टिड वेव खत्म हो जाएगी तो यह इसका कारण है कि हम λ4 सेक्शन का उपयोग क्यों करते हैं बेशक वहां एक सीमा है जब भी हम एक λ4 सेक्शन का प्रयोग करते हैं तो यह बैंडविथ को सीमित करेगा अब देखते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन और पिन डायोड के द्वारा लंप एलिमेंट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो यह केवल एक रिप्रेजेंटेशन है यह वास्तविक सर्किट नहीं है तो यहां हमारे पास क्या है यहां चाही गई फ्रीक्वेंसी पर यह लंबाई लगभग λ4 के बराबर है यहां एक ट्रांसमिशन लाइन है और यहां एक दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है जोकि यहां पिन डायोड के साथ जुड़ी हुई है जब पिन डायोड फॉरवर्ड वॉइस होता है तब यह इंडक्टेंस देगा जब यह डायोड रिवर्स वाइज होता है यह कैपेसिटेंस देगा तो यह इसका सिद्धांत है तो जब आप डायोड को ऑन से ऑफ अवस्था में स्विच करते हो तो क्या होगा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस बन जाएगा यद्यपि जैसा मैंने बताया ये अंतिम कंफीग्रेशन नहीं है अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा अंतिम कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर्किट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं